सुप्रभात दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं विंग लोडिंग थ्रस्ट लोडिंग कई तरह की समझ फॉर्मूलेशन हिस्टॉरिकल ट्रेंड आदि पर चर्चा की गई है आज मैंने सोचा कि हम एक सरल उदाहरण देखेंगे कि कैसे उन सभी चीजों का उपयोग किया जा सकता है और कैसे मैकेनिकली आपको इसे करने में सक्षम होना चाहिए कुछ हद तक और आप जल्द ही देखेंगे कि एक बार हम इसे मैकेनिकली करते हैं वहां एक ऐसा समय है जब आपको एक बहुत ही गंभीर कॉल लेना होता है जिसके लिए एयरप्लेन की ओवरऑल परफारमेंस बहुत समझ की बहुत आवश्यकता होती है विंग लोडिंग का अनुमान लगाने के लिए एक उदाहरण को हल करते हुए यह उदाहरण रेमर की पुस्तक से लिया गया है मैं जानबूझकर हल किए गए उदाहरण का पालन करता हूं ताकि आप पूरा पढ़ सकें और आप अधिक किताबें पढ़कर सीख सकें केवल मेरे लेक्चर सुनने के बजाय मैं अभी भी ऐसा करता रहूंगा क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ऐसे कई मुख्य पॉइंट हैं जो मैं भूल सकता हूं मैं किसी विशेष इंटरप्रिटेशन के लिए उतना वेटेज नहीं दे सकता जिस पर चर्चा करने पर आपको अधिक महत्वपूर्ण लगता है यह सीखने का हिस्सा है डिजाइनर को खुले दिमाग का होना आवश्यक है इसलिए विंग लोडिंग पर वापस आ रहा हूं जैसा कि हम कहते हैं कि हमें कुछ मिशन की आवश्यकता होनी चाहिए मान लीजिए कि Vmax एक 130 नॉट है मैं FPS का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि रेमर की पुरानी पुस्तक FPS का उपयोग करती है लेकिन आप जानते हैं कि 130 नॉट मोटे तौर पर 65 मीटर प्रति सेकंड है मान लीजिए कि टेक ऑफ दूरी 6000 फीट है जो लगभग 300 मीटर की दूरी पर है तो क्लाइंब का रेट प्रति मिनट एक पांचवें या 1500 फीट है हम कहते हैं कि इन 3 पैरामीटर का उपयोग हम WS कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं और यह भी दिया जाता है जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको देता है Vstall लिमिटेशन यह 50 नॉट से अधिक नहीं है जब हम Vstall देखते हैं तो हम CLmax के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं जब आप CLmax के बारे में सोचना शुरू करते हैं मैं एयरफॉइल के बारे में सोचता हूँ और फिर मैं एयरफॉइल डेटा से CLMax 2D और विज़ुअलाइजिंग प्रोसेस में जाँच शुरू करता हूँ मैंने पहले से ही एक कार्रवाई की है एस्पेक्ट रेशों 6 से 8 के बीच होगा ऐसा कुछ विशेष प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए तो हमने पहले से ही मिशन की आवश्यकता से W0 प्राप्त करने के लिए कुछ कैलकुलेशन की है वहाँ भी आपने कुछ एस्पेक्ट रेशों एज्यूम की है वेंटेड एरिया और रेफरेंस एरिया के आधार पर ठीक है आमतौर पर इस पॉइंट पर हमें एक कॉल लेने की आवश्यकता है क्या आप किसी भी सोफिस्टिकेटेड हाय लिफ्ट डिवाइसिस का उपयोग करने जा रहे हों या नहीं हम Vstall के बारे में बात कर रहे हैं और जब आपकी इस तरह की मिशन की आवश्यकता हैं तो आप पहले से ही एक बेसलाइन एयरप्लेन की पहचान कर चुके हैं उस बेसलाइन एयरप्लेन से मान लीजिए इस मामले के लिए हम केवल एक प्लेन फ्लैप का उपयोग करना चाहते हैं तो कांसेप्चुअल मामले में आप जानते हैं कि मैं एक प्लेन फ्लैप का उपयोग करूंगा यह वेट क्लास द्वारा अधिक शासित है ठीक है क्योंकि अधिक वेट का मतलब टेकऑफ़ दूरी भी बढ़ जाएगी तो हम इस तरह के मिशन की आवश्यकता के लिए ऐतिहासिक डेटा देखते हैं जहां रेंज 280 नॉटिकल मील के आसपास है ऐतिहासिक डाटा को देखते हुए हमने तय किया कि मैं शुरू करने के लिए प्लेन फ्लैप का उपयोग करूंगा जब मैं एक प्लेन फ्लैप का उपयोग करता हूं तो मुझे पता है कि Clmax लगभग 14 2D Clmax हो सकता है और यह भी आप समझते हैं कि जब आप Clmax 2D के बारे में बात कर रहे हैं और एक बार जब मैं प्लेन फ्लैप को नीचे रख रहा हूं तो इसमें फ्लैपड और अनफ़्लैप्ड क्षेत्र दोनों हैं फ्लैप साइज़ कितना है बिना उसमें जाए हुए क्योंकि हमने आज तक किसी भी तरह का फ्लैप साइज़िंग नहीं किया है हम जानते हैं कि यदि एस्पेक्ट रेशों इसके चारों ओर है तो CLmax लगभग 09 के बराबर हो सकता है Clmax 2D का 90 प्रतिशत यह एक पहला नंबर है जिसे आप ओवरऑल अनुभव के आधार पर ले रहे हैं अगर यह सच है तो मुझे पता है कि CLmax जिसे मैं Vstall के लिए उपयोग करने जा रहा हूं 09 में हम 14 बताएंगे और मोटे तौर पर यह कहेंगे कि यह 12 है मैं कुछ नंबर दे रहा हूं एग्जैक्ट नंबर नहीं विचार यह है कि उन सभी एक्सप्रेशनस का उपयोग कैसे किया जाए जिनकी मैंने चर्चा की है तो अगर CLmax 12 है तो मुझे स्टाल के लिए पता है L 12 ρ V2 SCLmax W इसलिए WSstall अगर मुझे यह बनाए रखना है Vstall 50 नॉट से कम होना चाहिए तो मैं कह सकता हूं WSstall≤ 1 2 ρ V2 CLmax और हम कहते हैं कि FPS में हवा की डेंसिटी मैं एक विशेष ऊंचाई के लिए ले जा रहा हूं यह सी लेवल के करीब हैअगर यह सी लेवल है अगर मैं FPS यूनिट में ρ 000238 लेता हूं तो Vstall 50 नॉट है और rho FPS यूनिट में 000238 है तो मैं सीधे इसका उपयोग कर सकता हूं WSstall ≤ 12 000238 50 1659212 WSstall ≤102 1bft2 तो संदेश क्या है संदेश WSstall ≤102 1bft2 है अगर मैं Vstall को 50 नॉट से कम बनाए रखना चाहता हूं मैं परिवर्तित कर रहा हूँ फीट प्रति सेकंड मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर द्वारा वही चीज अगर मैं kgm2 के संदर्भ में महसूस करना चाहता हूं तो मुश्किल नहीं है तो मैं क्या करूँ मुझे WS का पता है मैं अब SI यूनिटस में आधे के बराबर कर रहा हूं हम कहते हैं कि यह सी लेवल है इसलिए WSstall≤ 12 1225252512 WSstall≤ 459 Nm2 46 kgm2 आप इसे देखते हैं और चाहे आप SI में काम करते हैं चाहे आप पाउंड प्रति फीट स्क्वायर में काम करते हैं यह वह कंडीशन है जो आपको मिलती है मैं FPS यूनिट में कर रहा हूं क्योंकि उदाहरण FPS यूनिट में हल किए जाते हैं लेकिन आपको चिंतित नहीं होना चाहिए आप जानते हैं कैसे उन्हें बदलना है और संख्या लेना है इसलिए यह WSstall है Vstall की स्टाल की कंडीशन को 25 ms से कम के बराबर बनाए रखने स्थापित करने संतुष्ट करने के लिए है मुझे WS को 46 kgm2 या 102 lbft2 के रूप में सुनिश्चित करना होगा कि CLmax 12 है सही है यह स्पष्ट है और आप यहां देख सकते हैं मैं इसे कम के बराबर क्यों लिख रहा हूं क्योंकि यह Vstall अधिकतम लिमिट है Vstall कम के बराबर है किसी भी स्थिति में Vstall 50 नॉट से अधिक नहीं हो सकता है और इस तरह की कंडीशन क्यों निर्धारित की जाती है क्योंकि मुझे पता है टेक ऑफ स्पीड और टच डाउन स्पीड या Vstall से अधिक प्रतिशत इसलिए Vstall बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फिर हम दूसरे मामले में आते हैं टेकऑफ़ दूरी आपको याद है टेकऑफ़ दूरी के लिए एक चार्ट है जो आपको यह टेकऑफ़ पैरामीटर देता है एक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के लिए TOP WSσ CLTO hpW एक जेट संचालित एयरप्लेन के लिए TOP WSσ CLTO TW अब हमने चार्ट में देखा है यह संख्या लगभग 1000 फीट है यह इस प्रकार है आप चार्ट को देखते हैं और यह संख्या यहां लगभग 100 है इसलिए यदि आपको 1000 फीट की आवश्यकता है तो आप यहां क्रॉस प्लॉट करेंगे क्योंकि यह 50 फीट क्लियरेंस के लिए है और यह सामान्य है यह ग्राउंड रोल लैंड रोल या ग्राउंड रोल है जिसे हम 50 फीट क्लीयरेंस के लिए देख रहे हैं क्योंकि यह हमारी टेकऑफ़ दूरी है इसलिए मैं देखता हूं कि टेक ऑफ दूरी क्या है 1000 फीट मैं यहां जाता हूं और लाइन खींचने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि टेकऑफ पैरामीटर क्या है इस केस के लिए आप देखते हैं कि टेक ऑफ़ पैरामीटर 120 हो जाएगा यह शुद्ध रूप से मैकेनिकल है आपको यह देखना होगा कि चार्ट टेकऑफ़ पैरामीटर 120 है और इसका मतलब है अब मैं क्या करूँ मुझे यह जानना होगा कि CLTO क्या है क्योंकि मैं क्या करूँगा मैं लिखूंगा 120 W Sσ CLTO hpW यदि आप एक प्रोपेलर संचालित एयरप्लेन के लिए इस मामले को हल कर रहे हैं तो मुझे यह जानना होगा कि CLTO क्या है और आप जानते हैं VTO 11Vstall इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूं CLTO CLmax VSVTO212 1 112099 हम जानते है TOP W Sσ CLTOhpW इसलिए WSTOPσCLTO hpW तो WS अगर मैं टेकऑफ़ के लिए गणना करना चाहता हूं तो मुझे hpW की वैल्यू जानने की जरूरत है वास्तव में पावर लोडिंग Whp है अब वह वैल्यू क्या है जो मुझे एक कांसेप्चुअल स्टेज पर लेना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपके मिशन की आवश्यकता के साथ हमें उस वेट क्लास के समान परफॉर्मेंस बेसलाइन एयरप्लेन की पहचान करने की आवश्यकता है उसी प्रकार का प्रोपेलर चालित इंजन और ऐतिहासिक डेटा जो मुझे ऐसे एयरप्लेन के लिए मिलेगा hp W की वैल्यू उपलब्ध होगा आप और इस मामले के लिए कि हम क्या करते हैं WS120109918 W hp पर परिभाषित पावर लोडिंग जो आपको यहाँ आवश्यक था वह hp W है उस वैल्यू को अब यहाँ डाल दिया है और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे W S लगभग 149 lb ft2 के बराबर मिलता है या जो फिर से लगभग 72 kgm2 से कम के बराबर है यह 8 से आपको उलझन में नहीं होना चाहिए कृपया समझें जब आपने बेसलाइन एयरक्राफ्ट की पहचान की है तो वहां Whp जिसे पावर लोडिंग के रूप में परिभाषित किया गया है ऐसे ही एयरक्राफ्ट के लिए 8 है आप hpW का उपयोग कर रहे हैं इसलिए मैंने 18 रखा है आम तौर पर ऐसे अवसर होते हैं जहां हम यह गलती करते हैं इसलिए मैं उद्देश्यपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि आप यह समझें कि रिवर्स तरीके से बस मल्टीप्लाइंग करने का हर संभव मौका है रिसिप्रोकल तरीके से आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि थ्रस्ट लोडिंग को TW के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन पावर लोडिंग को Whp के रूप में परिभाषित किया गया है यह स्पष्ट होना चाहिए टेकऑफ की दूरी तय करने के बाद हम क्लाइंब पर आते हैं तो सवाल यह है कि क्लाइंब के लिए WS क्या होना चाहिए तुम्हें पता है कि हम WS की तलाश कर रहे हैं लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लाइंब के दौरान TW अधिक महत्वपूर्ण है ठीक है TW का फैसला क्लाइंब और टेकऑफ़ द्वारा किया जाता है ठीक है तो आप देखेंगे कि जब आप क्लाइंब को एनालाईज़ करते हैं तो आपको कितनी जानकारी मिलती है इसलिए एक बार जब आप क्लाइंब के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्लाइंब स्पीड क्या है आप किस स्पीड से क्लाइंब करना चाहते हैं फिर से मान लेते हैं कि वह 70 नॉट है फिर से आप एयरप्लेन के प्रकार के आधार पर डिजाइन कर रहे हैं जो लगभग 35ms के बराबर है खराब संख्या नहीं है और समस्या तब है जब आप क्लाइंब के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही वह क्लाइंब करता है हवा की डेंसिटी बदलती है इसलिए भले ही आपकी क्लाइंब स्पीड 70 नॉट है लेकिन आपका डायनामिक प्रेशर बदल जाएगा क्योंकि डेंसिटी बदल जाएगा तो हम डायनामिक प्रेशर के लिए गणना करेंगे वास्तव में आपको अलग अलग डायनामिक प्रेशर के लिए गणना करनी चाहिए और आप देखते हैं कि वेरिएशनस होंगी फिर आप एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और फिर आपको पता चलता है उदाहरण के लिए हम एक डायनामिक प्रेशर पर विंग लोडिंग प्रदर्शन की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 166 lbft2 है जो लगभग 81 kgm2 के बराबर है आइए देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है हम जानते हैं कि G जो क्लाइंब ग्रेडियंट है जो कि V द्वारा दी गई है वर्टिकल स्पीड से टोटल स्पीड और जो पहले से ही क्लाइंब रेट लिखा गया है हम 1500 ftmin चाहते हैं यही आवश्यकता है तो वर्टिकल वेलोसिटी हमें एक विशेष यूनिट कंसिस्टेंट यूनिट में बदलना होगा ताकि मैं लिख सकूं G VVV 150032860 0212 328 से फीट डिवाइडेड पर मीटर होता है और 60 से डिवाइडेड मिनट सेकंड होता है तो G की वैल्यू यह डिवाइडेड है निश्चित रूप से हम G प्राप्त कर रहे हैं V 70 नॉट है जो लगभग 35 मीटर प्रति सेकंड है तो मैंने इस G की SI यूनिट में गणना की है कृपया समझें कि मैं इसे FPS यूनिट में भी कर सकता हूं ठीक है बस आपको सहज बनाने के लिए मैं यूनिटस को स्विच करूंगा यह कुछ भी नहीं है यह सिर्फ कुछ फैक्टर द्वारा गुणा या डिवाइड करने का सवाल है यह समझते हुए कि G टोटल वेलोसिटी से Vv का रेशों है और मैंने उपयुक्त यूनिट में रखा है और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 0212 के रूप में G की वैल्यू मिलती है आप देख सकते हैं कि अगर मैं FPS में काम करता हूं तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं fts में वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर G यह एक 1500 फीट मिनट है इसलिए 1500 फीट मिनट का मतलब 60 से डिवाइडेड है ठीक है तो यह टोटल वेलोसिटी V द्वारा डिवाइडेड 1500 fts है जो कि 70 नॉट से fts है आपने इसे 1689 से गुणा किया है यह भी लगभग 021 देगा तो आप FPS में क्या करते हैं या यह एक डिजाइनर होने पर आपके लिए उपयोगी होना चाहिए ज्यादातर डेटा FPS में होगा दुर्भाग्य से ठीक है यही कारण है कि आपको बहुत कन्वर्जेंट होने की आवश्यकता है कोई भी कन्वर्जन एरर नहीं होनी चाहिए यही कारण है कि मैं FPS और SI दोनों यूनिटस में जहां भी संभव हो मैं उद्देश्यपूर्ण तरीके से कर रहा हूं तो G यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप क्लाइंब करते हैं तो TW क्लाइंब पर हावी हो जाएगा तो आपको यह जानना होगा कि हम किस T W की तलाश कर रहे हैं और आप जानते हैं कि T W क्या है TW550 hp WV TWη550V hpW यह कोई नई बात नहीं है जो मैं लिख रहा हूं यह पहले से ही हमने समझाया है तो अगर मैं अब यहाँ वैल्यू डालता हूं आप देख सकते हैं TW η के बराबर होगा यदि मैं 08 लेता हूं जो एक बुरा संख्या नहीं है डिजाइनर हमेशा नेटा 08 ले सकता है TW08 55070 1689 180465 यह महत्वपूर्ण है यह इस बात की परवाह करता है कि आप किस स्पीड से क्लाइंब रहे हैं एफिशिएंसी क्या है और आपको कौनसी पावर सेटिंग करनी है तो क्लाइंब के दौरान यह TW और थ्रस्ट ऊंचाई के साथ बदलने वाला है W ऊंचाई के साथ बदलने वाला है क्योंकि कुछ ईंधन की खपत होती है जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप TW टेकऑफ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आप उन सभी करेक्शनस को आपने वापस देना है हमें उन करेक्शनस को वापस लाना है जो आपने पहले बताए हैं लेकिन इससे आपको एक बहुत अच्छी संख्या मिलती है और यह आपको उस क्लाइंब के लिए बताएगा T W 0465 है और मुझे W S को जानने की आवश्यकता है और हम पहले ही इस रिलेशनशिप को प्राप्त कर चुके हैं WS ≤ TW G ± TW G2 4 CD0π ARe2 qπARe अब एक डिजाइनर के रूप में आपके पास AR एस्पेक्ट रेशों के बारे में काफी अच्छा विचार होगा क्योंकि हमने शुरुआती वेट का अनुमान लगाया है और आपने मान लिया है इसलिए एस्पेक्ट रेशों की वैल्यू अगला सवाल यह है कि मुझे कितना e लेना चाहिए शुरू में डिजाइन को कोंसेप्टूलाइज़ करने के लिए आप e को 08 के बराबर ले सकते हैं और मैं हर बार कह रहा हूं कि CD0 002 एक अच्छा अंक है बहुत स्थिर है तो CD0 बेशक यह एक तीसरा डेसीमल था लेकिन कांसेप्चुअल स्टेज पर आप हमेशा CD0 को 002 के बराबर से शुरू कर सकते हैं और हम इसकी गणना कर रहे हैं क्योंकि हमें लगभग 166 पाउंड प्रति फीट स्क्वायर के डायनामिक प्रेशर के लिए मिलता है यदि आप इन सभी चीजों को यहां सब्सीट्यूट करते हैं तो अब आप जो भी संख्या जानते हैं T W आप जानते हैं G आप जानते हैं CD0 जिसे आप जानते हैं आप एस्पेक्ट रेशों को जानते हैं उसके बाद आप इस गणना को प्राप्त करते हैं हम कहते हैं कि हमने एस्पेक्ट रेशों 6 के बराबर लिया है और फिर आप पाएंगे कि यह 62 lb ft2 के बराबर या 333 kg m2 के बराबर होना चाहिए कृपया इस कैलकुलेशन कन्वर्जन को स्वयं करें कन्वर्जन पर मुझ पर बहुत अधिक भरोसा न करें आपको स्वयं करना चाहिए और यदि कोई गलतियाँ हैं तो मुझे अवश्य बताएं लेकिन यहां एक डिजाइनर के रूप में कृपया देखें कि यह वैल्यू एस्पेक्ट रेशों पर निर्भर करता है इसलिए इस स्टेज पर आपको ऑटोमेटेड तरीके से क्या करना चाहिए आपको किसी विशेष CD0 के लिए एस्पेक्ट रेशों के विभिन्न वैल्यू के लिए डेटा उत्पन्न करना चाहिए फिर आप CD0 और एस्पेक्ट रेशों के विभिन्न कंबीनेशन के लिए यह संख्या उत्पन्न करते हैं इसी तरह TW G के विभिन्न कंबीनेशन के लिए वे सभी डेटा आपके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आप चुन सकें इसलिए डेटाबेस बनाना और डेटाबेस का उपयोग करना बजाय इसके कि हर समय फार्मूले का उपयोग करना एक डिजाइनर के लिए एक सही तरीका है महसूस करने के लिए कंप्यूटर पर सब कुछ न छोड़ें कम से कम कांसेप्चुअल स्टेज पर ठीक है फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है क्रूज फिर से जब आप क्रूज कर रहे हों तो आपको यह जानना होगा कि आप किस ऊंचाई पर जा रहे हैं या क्रूज की स्पीड क्या होगी क्योंकि जिस प्रकार के एयरक्राफ्ट आप डिजाइन कर रहे हैं फिर से बेसलाइन एयरक्राफ्ट आपकी सहायता करते हैं जो आम तौर पर क्रूज की ऊँचाई होती है तो आपको इस बात का अंदाजा है कि आप किस प्रकार का डायनामिक प्रेशर उड़ाने जा रहे हैं और मान ले कि डायनामिक प्रेशर 35 पाउंड प्रति फीट स्क्वायर है आप विभिन्न डायनेमिक प्रेशर के लिए नंबर उत्पन्न कर सकते हैं इन कैलकुलेशनस का प्रदर्शन किया गया है बताने के लिए कि इन एक्सप्रेशनस का उपयोग कैसे किया जाए ठीक है डिजाइनर विभिन्न डायनामिक प्रेशर पर वैल्यूज़ या क्रूज उत्पन्न करेगा जहां वह जांच करेगा कि वह ऊंचाई क्या है मुझे किस स्पीड से उड़ना चाहिए ताकि ड्रैग कम से कम हो कुछ समय के लिए वह डिजायरेबल नहीं है क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा तो निर्धारित स्पीड क्या है इसलिए वे सभी चीजें डिजाइन में जाती हैं जो ऊंचाई और स्पीड को अलग अलग बात करने के बजाय डायनामिक प्रेशर के संदर्भ में कई बार बात करना बेहतर है तो यह है डायनामिक प्रेशर और आप जानते हैं कि WS क्रूज फॉर्मूलेशन से है WScruise q π AReCD0 निश्चित रूप से यह एक कंडीशन के कारण आ रहा है कि मैं बेस्ट क्रूज़ के लिए WS प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर मैंने वो नंबर डाला तो मुझे पता चला WScruise35 π608002 20lbft2 1075kgm2 विंग लोडिंग में हम कई बार लिखकर समस्या पैदा करते हैं वास्तव में वैल्यू प्राप्त करना है Nm2 और फिर इसे लिखने से kgm2 प्रति मीटर स्क्वायर होता है तो आपको g की वैल्यू गुणा करना होगा डिवाइड करना होगा कन्वर्जनस में सावधानी बरतें ठीक है इसलिए मैकेनिकली इसका उपयोग करने से क्या हुआ है या कम से कम आप स्पष्ट रूप से रोड मैप को जानते हैं जो मुझे मिल रहा है वह महत्वपूर्ण है कृपया देखें कि जो कुछ भी हम इतने दिनों से विंग लोडिंग थ्रस्ट लोडिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात जो आपने यहां महसूस की है वह है क्लाइंब विंग लोडिंग का एक अर्थ है बशर्ते कि आपने थ्रस्ट लोडिंग पहले से ही चुन लिया हो क्योंकि जब तक आपके पास यह नहीं है आप क्लाइंब नहीं कर सकते यह अधिक प्रभावी फैक्टर है इसलिए अब जो हम देख रहे हैं हम कंडीशनस को देख रहे हैं और मैं WS कहता हूं अगर यह Vstall पर आधारित है तो इसका जवाब है विंग लोडिंग आवश्यकता 102 lb ft2 से कम है अगर मैं टेकऑफ़ से संतुष्ट हूं तो 149 lb ft2 के बराबर से कम है यदि इसने क्लाइंब को संतुष्ट किया है तो मुझे पता है कि यह 62 lb ft2 से कम होना चाहिए और निश्चित रूप से आपको T W को 04 या कुछ 046 के बराबर बनाए रखना होगा या मुझे एग्जैक्ट संख्या 0465 डालनी होगी और यदि यह क्रूज़ है संतुष्ट क्रूज़ यह 20 lb ft2 के बराबर है तो मुझे जांचने दें कि क्या नंबर ठीक हैं या नहीं स्टाल के लिए मुझे 102 lb ft2 मिला ठीक है टेकऑफ़ के लिए यह 149 lb ft2 है T W 0465 क्लाइंब के लिए और W S 62 lb ft2 है क्रूज़ के लिए यह 20 lb ft2 है अब सवाल यह है कि कौनसा W S मुझे लेना चाहिए यह एक एयरक्राफ्ट के लिए हमेशा ठीक होता है यदि आप सामान्य टेंडेंसी है हमेशा नहीं होती है जैसे कि WS जितना संभव हो उतना कम है जिसका अर्थ है कि दिए गए वेट के लिए विंग एरिया बड़ा है इसलिए मुझे एक लिफ्टिंग मिलती है जो आसान होगी टेकऑफ़ करना आसान होगा लेकिन यह मत भूलो यह ड्रैग पेनल्टी का कारण होगा बहुत सारे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग फिर अगर बड़े विंग एरिया स्ट्रक्चरल वेट भी भिन्न हो सकते हैं तो कभी कभी वे हायर साइज़ स्तर पर जा सकते हैं तो फिर मैं कैसे चुनता हूं यदि मैं एक क्राइटेरिया रखता हूं मैं सबसे कम लेता हूं तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों में से यह मैं चुनूंगा ठीक है लेकिन अगर मैं इसे चुनता हूं तो मैं क्रूज की कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं ऐसी स्थिति को कैसे संभालता हूं तो यह मेरी अगली क्लास होगी और यहीं से मैकेनिस्टिक अप्रोच से लेकर डिज़ाइनर अप्रोच तक की शुरुआत होती है संख्याएँ अलग अलग कंबीनेशन के लिए होंगी और फिर आपको यह ध्यान में रखते हुए चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं और वे जो ऑप्टिमाइजेशन में विश्वास कर रहे हैं उन्हें इसे कंप्यूटराईज़ करना होगा इसे ऑटोमेट करना होगा फिर एल्गोरिथ्म के हिस्से के रूप में उस समझ का उपयोग करना होगा लेकिन एक कांसेप्चुअल स्टेज पर प्रिय मित्र सॉफ्टवेयर आपकी मदद नहीं करेगा जब तक कि आप समझ नहीं लेते जब तक आप संख्याओं को विज़ुअलाइज करना और महसूस करना नहीं जानते आप कभी भी इंजीनियर या डिजाइनर नहीं बन सकते हो विशेष रूप से जो भी सॉफ्टवेअर आपको दिए जाते हैं तो इसलिए मैं संख्याओं को महसूस करने के लिए समझ में बहुत तनाव डाल रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सराहना करेंगे और आप सीखेंगे और अपने खुद के कांसेप्चुअल एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे